पिछले व्याख्यान में हम आर्थिक बहुत निर्धारण समस्या को देख रहे थे हम इस ग्राफ को देख रहे थे जहां हमने कहा कि हम 3 वस्तुओं पर विचार कर रहे हैं यह उपकरण या उस सुविधा के लिए है जो इन 3 वस्तुओं का उत्पादन कर रही है तो पहले आइटम का निर्माण अवधि t1 के लिए कहा जाता है और फिर इन्वेंट्री का निर्माण किया जाता है और बाकी समय की मांग को पूरा करने के लिए इस इन्वेंट्री का उपयोग किया जाता है फिर हम दूसरे आइटम का उत्पादन करते हैं जो पीले रंग में दिखाया गया है और हम उत्पादन करते समय उपभोग करते हैं और फिर इन्वेंट्री का निर्माण किया जाता है और फिर इस इन्वेंट्री का उपयोग बाकी चक्र की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है फिर हम 3rd आइटम का उत्पादन करते हैं जो एक निश्चित बिंदु तक नीले रंग में दिखाया गया है यह आवश्यक नहीं है कि इन चोटियों को एक ही होना चाहिए ये केवल संकेत हैं तो हम इस 3rd आइटम का उत्पादन करते हैं फिर उत्पादन को रोकते हैं इस इन्वेंट्री का उपभोग करते हैं फिर हम 1st आइटम पर वापस आते हैं अब इसे चक्र कहा जाता है यह चक्र कैपिटल T है और आर्थिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या में हम मानते हैं कि यह चक्र सभी 3 वस्तुओं के लिए समान है फिर हमने कुल लागत के लिए एक अभिव्यक्ति लिखी जो इस तरह से चलती है तो कुल लागत सभी 3 वस्तुओं से जुड़ी लागतों का योग है सामान्य तौर पर n आइटम प्रत्येक आइटम के लिए ऑर्डर करने की लागत है और सेटअप लागत है और वहन करने की लागत है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है सेटअप लागत आदेश देने की लागत के बराबर है ऑर्डर करने की लागत तब होती है जब हम बाहर और ऑर्डर से आइटम खरीदते हैं जबकि हम उत्पादन करते समय सेटअप लागत होती है अब हम यह भी महसूस करते हैं कि इस आंकड़े में मैंने इस आइटम के उत्पादन की समाप्ति और अगली वस्तु के उत्पादन की शुरुआत के बीच एक छोटा सा अंतर दिया है और इस छोटे से अंतराल का उपयोग समय के बदलाव या सेटअप में किया जाता है इस आइटम को बनाने के लिए और उस सेटअप से जुड़ी एक लागत है जो हमारी सेटअप लागत है इसलिए यदि हम किसी विशेष वस्तु को लेते हैं तो हम जितनी बार उस वस्तु को बनायेंगे उतनी बार D बाय Q से तो सामान्य अभिव्यक्ति D बाय Q C naught है जहां आइटम j के लिए C naught परिवर्तनशील लागत है Dj वार्षिक मांग है Qj उस आइटम के लिए आदेश मात्रा या उत्पादन की मात्रा है और हमारे पास भी है हम पहले से ही Q j IM प्राप्त कर चुके हैं आइटम j बाय 2 Cc ऑफ j अब हम यह भी जानते हैं कि यह IM बराबर है Q 1 P बाय D इसलिए इसे लिखा जाता है प्लस Qj 1 Pj बाय D j Cc j डिवाइडेड बाय 2 अब एक महत्वपूर्ण धारणा आर्थिक लॉट साइज़िंग समस्या यह है कि चक्र समय T मैच है तो 2nd आइटम के लिए चक्र का समय भी एक ही T होगा और 3rd आइटम के लिए चक्र का समय भी हमें कहना होगा यह कहीं से गुजरता है यहां भी वही T होगा इसलिए चूंकि चक्र समय हैं वही आइटम j के लिए उत्पादन मात्रा Q j Q j होगा D j T D j वार्षिक मांग है औरT चक्र का समय है इसलिए T के एक चक्र समय में T वर्ष मान लीजिए कि D j की वार्षिक मांग है कि उत्पादन की मात्रा Q j है D j T है व्युत्पन्न करने का एक और तरीका यह है कि हम जितनी बार एक आदेश देते हैं उतनी बार D बाय Q जो बराबर है 1 बाय T और इसलिए Q बराबर है D j T के इसलिए हम वापस जाते हैं और यहाँ स्थानापन्न करते हैं TC प्राप्त करने के लिए जो बराबर है C naught j T Q है Dj T और Dj रद्द अथवा कैंसिल हो जाता है C naught j डिवाइडेड बाय T जो यहाँ है और साथ ही यह C c ऐसे लिखा जाता है i C j Q j है D j T 1 Pj बाय Dj डिवाइडेड बाय 2 इसलिए यह किसी विशेष आइटम के लिए लागत है यह मानते हुए कि चक्र समय T है जो वह चर है जिसे हम पता लगाना चाहते हैं अब कुल लागत सभी मदों के लिए होगी तो हम इसे जोड़ते हैं और कहते हैं कि सिग्मा C naught j बाय T क्योंकि हम मानते हैं कि यह T सभी आइटमों के लिए t plus sigma i T बाय 2 C j D j 1 minus P j बाय Dj है तो i T बाय 2 C j D J 1 minus P j बाय D j अब यह वह फ़ंक्शन है जिसमें हमें T को कम करना हैं और यह पता लगाना हैं कि सभी वस्तुओं के लिए यह कॉमनआम है अब इसके अलावा यह वह जगह है जहां हम वास्तव में पिछले व्याख्यान में बंद हो गए थे इसके अलावा हमारे पास एक बाधा भी है अड़चन इस तरह है अगर मैं इसकी शुरुआत करता हूं तो आइए इस आइटम 1 को कॉल करें यदि हम आइटम 1 के पहले चक्र की शुरुआत करते हैं और आइटम 1 के दूसरे चक्र की शुरुआत करते हैं तो समय अवधि T है जो शुरुआत के समान है 1 चक्र में आइटम 2 और आइटम 2 के लिए आइटम 2 चक्र अब इस समय के बीच में t हमें क्या करना है हमें इस मद का उत्पादन करना होगा और इस मद के साथ साथ इस मद के साथ साथ हमें सफेद से पीले रंग में बदलाव पर भी ध्यान देना होगा जो कि आइटम 1 से आइटम 2 है और पीले से नीले से जो आइटम 2 है आइटम 3 और नीले से सफेद जो आइटम 1 से आइटम 3 है इसलिए इस समय अवधि T के भीतर हमें 3 आइटम के उत्पादन के साथ साथ सभी 3 वस्तुओं को समायोजित करने के लिए सेटअप समय की आवश्यकता है तो आइए हम Kj को आइटम j बनाने के लिए सेटअप समय के रूप में बुलाते हैं अब यह पीला आइटम बनाने के लिए आवश्यक सेटअप समय है यह ब्लू आइटम बनाने के लिए आवश्यक सेटअप समय है और कहीं न कहीं यह एक सेटअप समय है जिसे बनाने के लिए आवश्यक है यह पीला आइटम बनाने के लिए सेटअप समय है यह ब्लू आइटम बनाने के लिए सेटअप समय है यह सफेद आइटम बनाने के लिए सेटअप समय है ध्यान दें कि इन तीनों समयों की आवश्यकता एक समान नहीं है और दूसरी बात यह है कि अभी हम मानते हैं कि यह सेटअप समय इस आइटम को बनाने के लिए आवश्यक समय है और अन्य आइटम पर निर्भर नहीं है उदाहरण के लिए यदि हम सफेद से पीले रंग की ओर बढ़ते हैं या यदि हमारे पास एक और स्थिति है जहां हम नीले से पीले रंग में चले जाते हैं पीले आइटम के लिए सेट होने में लगने वाला समय जो आइटम नंबर 2 है वही होगा तो आइए Kj को आइटम j के उत्पादन के लिए सेटअप करने या सेटअप करने के लिए सेटअप समय के रूप में बुलाते हैं तो K j सेटअप समय है अब इस आइटम का उत्पादन समय क्या है जिस समय हम उत्पादन करते हैं वह T है यहां चक्र समय है इसलिए हम एक निश्चित अवधि तक उत्पादन करते हैं जो कि P j इस चक्र की उत्पादन दर है तो Pj कुछ t1 है जो हम इस चक्र में पैदा करते हैं P1 आइटम 1 के लिए उत्पादन दर है इसलिए हम इसे Pj के रूप में कहते हैं हमें कुछ tj वह समय है जिसमें हम चक्र में आइटम j का उत्पादन करते हैं अब यह पूरे चक्र की मांग के बराबर होना चाहिए क्योंकि हम यहां क्या उत्पादन और उपभोग करते हैं हम Pj tj का उत्पादन करते हैं हम इस अवधि के दौरान मांग का उपभोग करते हैं इस इन्वेंट्री का निर्माण करते हैं और इस इन्वेंट्री का उपयोग अगले चक्र शुरू होने तक पूरा करने के लिए किया जाता है इसलिए हम 1 चक्र में जो उत्पादन करते हैं वह उस चक्र में खपत के बराबर होना चाहिए तो हम जो उत्पादन करते हैं वह Pj tj है और हम जो उपभोग करते हैं वह Dj T Dj मांग वार्षिक मांग और T चक्र है तो जिससे उत्पादन समय t j बराबर है D j बाय P j T इसलिए यह एक चक्र में उत्पादन समय है यह आइटम j के लिए चक्र में सेटअप समय है इसलिए Kj प्लस Dj बाय Pj T आइटम 1 के लिए आवश्यक समय है यह आइटम के लिए आवश्यक सेटअप समय है यह आइटम के लिए आवश्यक उत्पादन समय है तो 1 आइटम के लिए यह आवश्यक समय है सभी मदों के लिए Kj प्लस का जोड़ T से कम या बराबर होना चाहिए जो कि हमारे पास चक्र का समय है तो यह बाधा है अब इस बाधा को भी इस तरह से फिर से लिखना होगा क्योंकि एक T समय है जो यहां आता है एक T टर्म भी है जो यहां आता है तो इसे फिर से लिखा जा सकता है जैसे कि सिग्मा Kj प्लस T 1 माइनस सिग्मा Dj बाय Pj जो 0 से कम या बराबर होना चाहिए या दूसरे शब्दों में इसे सिग्मा के j के रूप में लिखा गया है मुझे क्षमा करें यह इस से कम या बराबर है जिसे फिर से लिखा गया है सिगमा K j बाय 1 माइनस सिगमा Dj बाय Pj जो कम या बराबर है T के यह इस तरह से बाधा है यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इस तरह से बाधा लिखी जाती है यही बाधा है इसलिए हमें अब T के मूल्य को प्राप्त करने के लिए इस विवश अनुकूलन समस्या को हल करना होगा अब यह वस्तुनिष्ठ फ़ंक्शन गैर रैखिक है क्योंकि T शब्द यहाँ विभाजक में दिखाई देता है और T शब्द यहाँ अंश में दिखाई देता है और यह T के रैखिक अवरोध के अधीन है जो स्थिरांक से अधिक या इसके बराबर है अब इसे करने के दो तरीके हैं एक है लैग्रेन्जियन मल्टीप्लायरों की विधि का उपयोग करना और इस बाधा को उद्देश्य समारोह में ले जाना लैग्रेंजियन फ़ंक्शन को आंशिक रूप से अलग करें और T का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करें दूसरा जो एक सरल तरीका है वास्तव में इस समस्या के अनर्गल संस्करण को हल करना है इस बाधा को अस्थायी रूप से अनदेखा करने के लिए बस इस समस्या के असंबद्ध संस्करण को हल करें T का मूल्य प्राप्त करें और अगर ऐसा होता है कि अप्रतिबंधित संस्करण को हल करके प्राप्त किया गया T इस बाधा को संतुष्ट करता है तो यह विवश अनुकूलन समस्या के लिए इष्टतम है यह एक बहुत ही सरल परिणाम है आप हमेशा एक निश्चित सीमा को हटाकर किसी समस्या को शांत कर सकते हैं और फिर समस्या का एक आराम से संस्करण हल कर सकते हैं अगर ऐसा करना आसान हो और फिर आराम संस्करण का समाधान यदि यह बाधा को संतुष्ट करता है तो यह बाधा समस्या के अनुकूल है मुद्दा केवल तब आता है जब यह इष्टतम नहीं है तब हम इसे तब देखेंगे जब ऐसा होगा तो हम पहले इस समस्या के अनर्गल संस्करण को हल करते हैं जो कि T के संबंध में सीधे इसे अलग करना है इसलिए जब हम T के संबंध में इसे अलग करते हैं और इसे 0 पर सेट करते हैं तो हमें कुछ मिलता है जैसे कि माइनस सिग्मा C naught j बाय T स्क्वैयर इस T को पावर माइनस 1 इसलिए माइनस 1 बाय t स्क्वायर प्लस सिग्मा i बाय 2 C j D j 1 minus P j बाय D j के बराबर 0 के जिसमें से t बराबर है रूट ओवर 2 C naught रूट ओवर i बाय 2 सिग्मा T स्क्वेयर बराबर है 0 तो यह दूसरी तरफ जाता है इसलिए हमने मुझे इसे बस लिखने दिया है तो यह हमें देगा सिगमा C naught j बाय T स्क्वेयर जो बराबर है सिगमा i बाय 2 Cj Dj 1 माइनस Dj बाय Pj क्षमा करें यह Dj बाय Pj 1 माइनस होना चाहिए तो t स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है यह यहाँ आ जाएगा तो T बराबर है रूट ओवर सिगमा C nught j बाय सिगमा i बाय 2 Cj Dj 1 माइनस Dj बाय Pj तो हम इस तरह से T का मूल्य प्राप्त करते हैं इसलिए हम T के इस मान की गणना करते हैं और फिर हम जांचते हैं कि क्या T का मूल्य इस विशेष असमानता या इस विशेष बाधा को संतुष्ट करता है यदि यह इस बाधा को संतुष्ट करता है तो यह इष्टतम है यदि यह इस बाधा को संतुष्ट नहीं करता है तो हम फ़ंक्शन के बहुत ही प्रकृति से एक बार फिर से कोशिश करते हैं और महसूस करते हैं कि इसे इष्टतम पर एक समीकरण के रूप में बनाया जाएगा और फिर हम देखेंगे कि हम एक विशेष संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से कैसे संभालते हैं तो हम यहां एक उदाहरण देखते हैं अब इस उदाहरण को देखते हैं जहां हम तीन वस्तुओं पर विचार करेंगे तो आइए विचार करें 1000 के बराबर C naught D 1 3000 है D 2 5000 है D 3 20000 है हमें कहते हैं i 20 प्रतिशत के बराबर है C 1 100 के बराबर है C 2 200 के बराबर है C 3 400 के बराबर है P1 10000 P2 20000 और P3 50000 तो हम यह भी देखते हैं कि D बाय P है 1 से कम इतना 3000 और 10000 5 और 20 और 20 और 50 तो हम T प्राप्त करेंगे पहले हमें उनमें से प्रत्येक के लिए इस भाग का पता लगाने की आवश्यकता है और फिर हम इसे प्रत्येक आइटम के लिए जोड़ते हैं और फिर हम T प्राप्त कर सकते हैं अब मान लें कि हम इसे 1st आइटम के लिए कुछ H1 के रूप में कहते हैं इसलिए H 1 बराबर है i बाय 2 C1 D1 1 माइनस D1 बाय P1 जो 02 डिवाइडेड बाय 1 है 01 C1 D1 है 3000 100 1 माइनस D1 बाय P1 D1 बाय P1 है 03 तो 1 माइनस D 1 बाय P1 है 07 जो संगणना पर हमें देगा 3000 01 है 300 100 07 है 70 तो 300 70 हमें देगा 21000 इसी तरह हम H2 की गणना कर सकते हैं जो 02 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 01 C 2 d 2 है जो कि 5000 200 1 माइनस D2 बाय P2 जो 075 है तो हम गणना कर सकते हैं कि और H 2 हो जाता है 75000 H 3 बराबर है 480000 इसलिए हमने गणना की है H 1 H 2 और H 3 और H 3 है 4 80000 अब हमें T का मान प्राप्त करने के लिए यहाँ यह सब स्थानापन्न करना है अब T बराबर है रूट ऑफ सिग्मा C naught j बाय सिगमा Hj अब यह बराबर है रूट ऑफ़ C naught जो की प्रत्येक आइटम की स्थापना लागत है अब हमने मान लिया है कि 3 आइटम है और कुल सेटअप लागत 3 1000 3000 डिवाइडेड बाय सिगमा Hj हमने व्यक्तिगत रूप से 3 मूल्यों की गणना की है 21000 प्लस 75000 प्लस 480000 जो हमें 576000 देंगे इससे हमें 00721 साल का मूल्य मिलेगा अब हम गणना करते हैं कि चक्र का समय 00721 वर्ष है अब हमें यह पता लगाना होगा कि क्या T का यह मूल्य बाधा को संतुष्ट करता है और जिस बाधा को हमें संतुष्ट करना है वह है सिग्मा K j बाय 1 sigma K j बाय 1 minus sigma D j बाय P j T से कम या बराबर है हमें यह जाँचने की आवश्यकता है कि क्या यह बाधा T द्वारा संतुष्ट है ऐसा करने के लिए हमें पहले इस सिग्मा K j का पता लगाना होगा जो कि सेटअप समय का योग है तो चलिए मान लेते हैं कि सेटअप समय 10 घंटे प्रति सेटअप है तो यह हमें 10 घंटे देगा प्रति सेटअप हमें देगा ह 10 बाय 24 बाय 365 इतने सालों के लिए गणना पर यह हमें 000114 देता है तो 03 000114 डिवाइडेड बाय 3 आता है 3 आइटम के कारण प्रत्येक आइटम का सेटअप समय 10 घंटे है तो 3 000114 गाइडेड बाय 1 माइनस सिगमा Dj बाय Pj जो है 1 माइनस D1 बाय P1 है पॉइंट 3 माइनस D2 बाय P2 है 04 और D3 बाय 025 माइनस 04 इसलिए 1 माइनस 095 005 है और इससे हमें 00685 साल मिलेंगे अब बाधा कंस्ट्रेंट सिगमा Kj बाय 1 माइनस सिगमा Dj बाय P j 00685 है जो T के 00721 के गणना मूल्य से कम है और इसलिए यदि सेटअप समय 10 घंटे प्रति सेटअप है तो हम आसानी से इस T को 00721 पर ले सकते हैं अब इस T बराबर 00721 के लिए अब हम गणना कर सकते हैं Q 1 की गणना D 1 के बराबर है Q 2 D 2 के T के बराबर है Q 3 D 3 के T के बराबर है इसलिए Q 1 की संख्या 2163 इकाई होगी यह 3605 होगा और यह 1442 हमें 8313843 की कुल लागत देगा अब अगर हमारे पास एक स्थिति है जहाँ सेटअप समय 10 घंटे प्रति सेटअप है तो हम 00721 को चक्र समय T के रूप में स्वीकार करेंगे लेकिन दूसरी तरफ यदि K j 10 घंटे के बजाय 50 घंटे है तो हम फिर से इसका पता लगाना है सिग्मा K j बाय 1 minus sigma D j बाय P j है अब यदि K j 50 के बराबर है तो सिगमा Kj बाय 1 माइनस सिगमा Dj बाय P J 00685 5 हो जाएगा इसका कारण यह है कि भाजक समान रहता है 10 के बजाय अब 50 इसलिए यह 5 से गुणा किया जाता है जो हमें 03425 का मान देता है अब 03425 00721 से अधिक है और इसलिए इस मामले में अब हम टी के बराबर 03425 लेंगे और बाकी संख्याओं की गणना करेंगे जिसमें से Q1 10275 Q2 17125 और Q3 6850 हो जाएगा जिसकी कुल लागत 2060391 के बराबर है हम यह भी मानते हैं कि कुल लागत बढ़ जाती है जब सेटअप समय 10 घंटे के बजाय 50 घंटे हो जाता है हम इन्वेंट्री के एक और पहलू को देखते हैं जो हमें आपूर्ति श्रृंखला के रूप में बुलाते हैं हम इसे सप्लाई चेन इन्वेंट्री कहते हैं अब बहुत ही बुनियादी इन्वेंट्री मॉडल जहां हमारे पास समय और मात्रा के लिए यह ग्राफ था हमने माना कि तात्कालिक प्रतिकृति है जिसका अर्थ है 0 लीड टाइम समय है और फिर आइटम की निरंतर मांग है इसलिए हम यहां एक निश्चित Q के साथ शुरू कर सकते हैं और फिर हम 0 तक पहुंचने तक उपभोग करते हैं उदाहरण के लिए एक आदेश जगह है जो इसे फिर से भर देता है एक बार फिर हम ऐसा करते हैं और फिर हम एक आदेश देते हैं और चक्र चलता है अब मान लेते हैं कि हम या यह व्यक्ति रिटेलर हैं मांग है लगातार मांग हो रही है इसलिए हर पल कोई न कोई मांग उठाई जा रही है तो यह रिटेलर के लिए इन्वेंट्री की स्थिति होगी इसलिए इन्वेंट्री Q से शुरू होगी इसका उपभोग D से 0 की दर से किया जाएगा रिटेलर एक ऑर्डर देता है आइटम को तुरंत प्राप्त होता है Q में एक बार फिर से खपत होने पर इसमें बढ़ोतरी हो जाती है अब अन्य पहलू पर नजर डालते हैं कि रिटेलर ऑर्डर किस स्थान पर करता है और रिटेलर इसे कैसे प्राप्त करता है तो पहली धारणा यह है कि तात्कालिक प्रतिकृति है अब मान लेते हैं कि रिटेलर ऑर्डर को डिस्ट्रिब्यूटर या निर्माता के साथ रखता है तो आइए हम एक वितरक को कॉल करें और हमें वितरक के लिए इन्वेंट्री स्थिति की कोशिश करने और प्लॉट करने दें तो यह फिर से स्थिति है यह फिर से समय है अब मान लेते हैं कि वितरक के पास एक निश्चित मात्रा में स्टॉक है जो यहाँ है और हमारे तर्क के लिए हम मानते हैं कि केवल 1 वितरक है जिसके पास गोदाम है हम कहते हैं कि 1 वितरक और इस वितरक के पास एक निश्चित स्टॉक है तो उस व्यक्ति के लिए स्टॉक कहीं न कहीं है यह इस तरह सपाट रहता है लिहाजा स्टॉक में कमी आने वाली है तभी रिटेलर की डिमांड है तो इस व्यक्ति के पास एक स्टॉक यहीं है इस बिंदु पर रिटेलर से Q की मांग है तो यह व्यक्ति Q को आपूर्ति करने जा रहा है हम कहते हैं एक व्यक्ति Q को यहाँ आपूर्ति करता है अब रिटेलर को यह Q मिलता है और फिर यहां कहीं भी खपत शुरू हो जाती है अब जहां तक इस व्यक्ति का संबंध है कोई अन्य आदेश नहीं है इसलिए यह स्टॉक इस बिंदु तक ही रहेगा एक बार फिर यह व्यक्ति एक आदेश देने जा रहा है इसलिए यह व्यक्ति एक Q वगैरह की भरपाई करने जा रहा है ध्यान दें कि इन दोनों को स्केल नहीं करना है Q समान Q को यहाँ Q के रूप में दिखाया गया है इसलिए वे पैमाने पर नहीं हैं लेकिन अनिवार्य रूप से यह मात्रा Q अन्य ग्राफ़ में यह मात्रा है तो जिस बिंदु को हम बनाना चाहते हैं वह यह है कि इन्वेंट्री पोजिशन कर्व का आकार इस तरह त्रिकोण या सॉवोथ है जैसा कि इसे कहा जाता है अब यह एक स्टेप फंक्शन की तरह है जो कहीं चलता है तो कहीं न कहीं यह व्यक्ति भी 0 स्टॉक तक पहुंच जाएगा या हम कहें कि यह व्यक्ति 0 स्टॉक तक पहुंच गया है और फिर यह व्यक्ति आदेश देता है जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति इसे यहां तक प्राप्त कर सकता है और फिर उसका चक्र जारी रह सकता है अब यदि हम इस व्यक्ति की इन्वेंट्री प्लानिंग को देखना शुरू करते हैं हम कहते हैं कि यह व्यक्ति निर्माता नहीं है जबकि यह व्यक्ति एक गोदाम या वितरक है तो इस व्यक्ति को निर्माता को एक आदेश देना होगा और इसे प्राप्त करना होगा इसलिए यह है कि इन्वेंट्री अब सप्लाई चेन के साथ कैसे चलती है इस व्यक्ति को मॉडलिंग करना काफी आसान है क्योंकि ऑर्डर की लागत D बाय Q C naught कैरिंग कॉस्ट है Q बाय 2 Cc है अबQ बाय 2 Cc आता है क्योंकि इस चीज की प्रकृति एक त्रिकोण है इसलिए हम कुल इन्वेंट्री को विभाजित कर सकते हैं और इसी तरह अब जिस क्षण हम इसमें शामिल होते हैं हम इस व्यक्ति के लिए समान आर्थिक आदेश मात्रा सूत्र लागू नहीं कर सकते हैं इन्वेंट्री कर्व होने का कारण यह नहीं है कि यह एक अलग तरह का कर्व है इसलिए इन्वेंट्री औसत इन्वेंट्री गणना यहां बहुत भिन्न होगी और इसलिए हम इस व्यक्ति के लिए समान आर्थिक आदेश मात्रा फॉर्मूला यहां लागू नहीं कर पाएंगे अब हम ऐसी स्थिति को कैसे संभालते हैं अब ऐसी स्थिति को संभालने के लिए इकोलोन इन्वेंट्री नामक एक महत्वपूर्ण शब्द क्लार्क और स्कार्फ द्वारा अपने 1960 के पेपर में इस्तेमाल किया और पेश किया गया था जहां उन्होंने इस और इसके बीच इकोलोन इन्वेंट्री के बारे में बात की थी तो हम इस इकोलोन इन्वेंट्री की व्याख्या करते हैं और देखते हैं कि यह क्या है अब जब हम कहते हैं कि सूची यहाँ एक निश्चित व्यवहार दिखाती है जबकि इन्वेंट्री यहां एक अलग तरह का व्यवहार दिखाती है जब हम सिस्टम में कुल इन्वेंट्री के रूप में इकोलोन इन्वेंट्री की गणना करते हैं जिसमें इस व्यक्ति की इन्वेंट्री साथ ही इस की इन्वेंट्री भी शामिल होगी फिर यह दिखाया गया कि इकोलोन इन्वेंट्री कमोबेश यहां एक ही तरह का व्यवहार दिखाती है इसलिए इकोलोन इन्वेंट्री के लिए हम कुल लागत फ़ंक्शन लिख सकते हैं और फिर हम इसे रिटेलर के साथ साथ वितरक के लिए ऑर्डर मात्रा प्राप्त करने के लिए Q के संबंध में अंतर कर सकते हैं अब कुल लागत मात्रा इस तरह होगी इसलिए दोनों को एक साथ रखने के लिए कुल लागत T C होगी T C होगा C ow D बाय Q w प्लस I w डैश i C w डैश प्लस C o r D बाय Q r प्लस I r डैश i C r डैश जहाँ I w डैश इकोलोन इन्वेंट्री है जो दी गई है n Q r डैश 2 और I r डैश बराबर है Q r बाय 2 अब मैंने यहाँ काफी जटिल अभिव्यक्ति लिखी है लेकिन इनमें से प्रत्येक को समझाना काफी आसान है अब हम यह मान रहे हैं कि हम इस व्यक्ति को r कहते हैं जो कि रिटेलर है और हम इस व्यक्ति को w कहते हैं जो किसी गोदाम या वितरक का प्रतिनिधित्व कर सकता है चूंकि w गोदाम के लिए खड़ा है आइए हम इस व्यक्ति को गोदाम कहते हैं अब यह शब्द खुदरा फुटकर विक्रेता के लिए है यह शब्द गोदाम के लिए है अब हम केवल इस शब्द को देखते हैं जो खुदरा शब्द है अब रिटेलर के लिए इसमें 2 शर्तें हैं एक रिटेलर के लिए ऑर्डर की लागत है दूसरे रिटेलर के लिए ले जाने की लागत है इसलिए रिटेलर के ऑर्डर की लागत C o r प्रति ऑर्डर D बाय Q C naught मानक चीज है जिसे हम जानते हैं जो वार्षिक ऑर्डर लागत का प्रतिनिधित्व करता है तो D बाय Q C naught को रिटेलर के लिए है इसलिए D वार्षिक मांग है जो दोनों रिटेलर के साथ साथ वेयरहाउस के लिए भी समान है तो D बाय Q r Q r ऑर्डर मात्रा है रिटेलर के लिए D बाय Q r C naught r ऑर्डर लागत टेलर के लिए प्लसQ बाय 2 Cc जो कुछ नहीं बल्कि औसत इन्वेंटरी रिटेलर की है Cc है अब I r जेनेरिक शब्द है इसलिए I r रिटेलर में इकोनॉन इन्वेंट्री या औसत इन्वेंट्री है जो Q r बाय 2 है तो Q बाय 2 Cc Cc है i Ci जिसे हमने पहले ही देखा है कि i ब्याज दर है और रिटेलर में C आइटम की इकाई कीमत है तो यह हिस्सा रिटेलर के लिए भी है अब वेयरहाउस के लिए हमें D बाय Q C naught प्लस Q बाय 2 Cc वेयरहाउस के लिए इसलिए D बाय Q फिर से D वार्षिक मांग है Q w वह ऑर्डर मात्रा है जो यह व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए Q w C naught w ऑर्डर लागत में आदेश देता है इसलिए यह शब्द ठीक है यह शब्द Q बाय 2 Cc Cc है i C i गोदाम में आइटम की इकाई कीमत की लागत में तो i C Q बाय 2 अब यह गोदाम में इकोलोन इन्वेंट्री है यह n Qr बाय 2 होगा हम मानते हैं कि इस Q w के लिए ऑर्डर मात्रा इस Q r के आदेश मात्रा का एक अभिन्न कई है तो C डैश w इकोलोन इन्वेंट्री की वर्थ है यूनिट इकोलोन इन्वेंट्री गोदाम में है इसलिए यह n Q r बाय 2 बन जाएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं क्या हम स्थानापन्न कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं और अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अब हम TC प्राप्त करने के लिए यहां स्थानापन्न कर सकते हैं जो बराबर है C naught w D अब संदर्भ स्लाइड समय 2651 Q w बराबर है n Q r बाय n Q r प्लस C naught r d बाय Q r प्लस I w डैश है n Q r बाय 2 n Q r बाय 2 i C r डैश तो अब Q r के संबंध में विभेद करना जो कि यहाँ परिवर्तनशील है तो हम इसे प्राप्त करते हैं और इसे 0 minus C 0 w D बाय n Q r स्क्वायर माइनस C o r d बाय Q r स्क्वेयर प्लस n i C w डैश बाय 2 प्लस i C r डैश बाय 2 के बराबर है जो 0 है जिससे Q r बराबर होगा रूट ओवर 2 टाइम्स D Dआमकॉमन है यह 2 भी आम कॉमन है तो 2 गुना टाइम D C 0 w बाय n plus C 0 r डिवाइडेड बाय i n C w n C w डैश प्लस C r डैश तो 2 D n C w डैश प्लस C r डैश आर्थिक ऑर्डर मात्रा Q r के लिए है इसलिए यदि हम जानते हैं कि ये सभी मूल्य गोदाम की ऑर्डर लागत हैं रिटेलर की ऑर्डर लागत वार्षिक लागत इकाई मूल्य गोदाम का इकोनॉन इन्वेंटरी के लिए और इन्वेंट्री i के लिए रिटेलर पर इकाई मूल्य हम इसकी गणना कर सकते हैं एकमात्र चर जो हमें नहीं पता है वह है n अब इस n की गणना करने के और भी कई तरीके हैं लेकिन सबसे अच्छा और आसान काम यह है कि विकल्प 1 n Q r के बराबर है क्योंकि n 1 के बराबर है कुल अभिव्यक्ति यहाँ कहीं है यह n 1 के बराबर n के लिए कुल अभिव्यक्ति विकल्प है यहाँ n 1 विकल्प के बराबर n 2 को n के बराबर करो Q r फिर से यहाँ स्थानापन्न करें और कहीं आपको न्यूनतम दिखाई देगा जो हो रहा है और इसे स्वीकार करें तो हम इसे समझाने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण लेंगे तो हमें लेते हैं D 10000 के बराबर है C naught w गोदाम में है ऑर्डर की लागत 200 है रिटेलर पर ऑर्डर की लागत 300 है इन दोनों के लिए रिटर्न की दर 20 प्रतिशत है और हम मानते हैं कि गोदाम में इकाई मूल्य 7 है और रिटेलर पर इकाई मूल्य 20 है इसलिए अब यह हमें ईथेलॉन इन्वेंट्री की लागत 7 है और C r खुदरा विक्रेता पर है जो इस 7 को अवशोषित करता है आपको C r डैश मिल जाता है रिटेलर पर प्रभावी मूल्य 13 है खुदरा विक्रेता पर अतिरिक्त इकाई मूल्य 13 है जिसे हम यहां स्थानापन्न करेंगे तो अब प्रतिस्थापन पर हमें मिलेगा हम इस मान को जानते हैं Q इसलिए हम n को पाने के लिए 1 के बराबर का उपयोग करते हैं n के लिए 1 के बराबर Q 20000 के मूल के बराबर है C o w बाय n इस प्रकार 500 है यह 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 300 है 500 प्लस 02 C w डैश प्लस C r डैश जो 20 है तो यह हमें Q का मूल्य 20000 500 डिवाइडेड बाय 20 158114 देता है इसलिए यह Q r 158114 के बराबर है Q w भी 158114 के बराबर है क्योंकि अगर यहाँ पर हमने n w को n बार Q r के रूप में परिभाषित किया है तो अब इसके लिए कुल लागत होगी हमें वापस जाना होगा और स्थानापन्न करना होगा जहां पर कुल लागत के लिए तो यह D बाय Q r समान है इसलिए d बाय Q r है 10000 डिवाइडेड बाय 158114 C o w बाय 1 प्लस C o r जो है 500 प्लस Q r बाय 2 i n C w डैश प्लस C r डैश तो Q r बाय 2 158114 बाय 2 पॉइंट 2 C w डैश प्लस C r डैश जो कि 20 है इसलिए यह हमें देता है 10000 डिवाइडेड बाय 15814 500 316175 और 158114 पॉइंट 2 20 डिवाइडेड बाय 2 जो एक और 316175 हैयह 632456 है अब हम देखते हैं n बराबर 2 जिससे मिलेगा Q r जो बराबर है रूट ओवर 20000 जो की 2 D C 0 w बाय 2 है जो 100 प्लस 300 है 400 डिवाइडेड बाय n C w प्लस C r डैश तो 14 प्लस 13 27 02 02 27 यह हमें 20000 400 डिवाइडेड बाय 02 डिवाइडेड बाय 27 रूट ओवर 121716 जो हमें मिलेगा और इसके लिए Q w 2 टाइम्स इस मात्रा 243432 से होगा देखें कि हमने यहां क्या किया है हमने मान लिया है कि यहां ऑर्डर की मात्रा यहां ऑर्डर की मात्रा 2 गुना टाइम्स है तो हमने Q 2 के बराबर n के लिए प्रतिस्थापित किया है ताकि Q r 1217 और Q w 243432 हो अब Q r और Q w के इस मूल्य के लिए अनिवार्य रूप से हैं Q r के इस मूल्य के लिए हम अब TC का पता लगाने की कोशिश करेंगे इसलिए TC बन जाएगा C o w D बाय n Q r इसलिए 200 10000 डिवाइडेड बाय 2 121716 n Q r प्लस 10000 C o r बाय Q r 300 डिवाइडेड बाय 121716 प्लस n Q r i C w डैश बाय 2 तो 2 बाय 2 121716 n Q r i Q r 0 2 C w डैश जो 7 प्लस Q r बाय 2 i C r डैश 121716 2 बाय 2 02 13 तो हमारे यहां 4 शब्द हैं तो मुझे जल्दी से इन सभी 4 शब्दों की गणना करने दें तो 200 10000 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 121716 यह 82158 प्लस 246475 है और यह कैंसिल हो जाएगा 1704024 प्लस 1582308 इसलिए यह 4 में एड किया जाएगा 657276 अर्थात बढ़ जाएगा तो अब हमें यह सूत्र मिल गया है और फिर हमने Q R को 1 और n के बराबर n के लिए खोजने के लिए का संदर्भ लें का प्रयास किया है जब हम n 1 के बराबर n करते हैं तो हमें Q r 1581 मिलता है Q w भी 1581 है कुल लागत 2 प्रणालियों की 6324 है जब हम n को 2 के बराबर रखते हैं Q r 1217 है तो यह नीचे आता है लेकिन Q w इस 243432 के दोगुना हो जाता है इसलिए यह लागत कम हो जाती है यह लागत बढ़ जाती है यह इन्वेंट्री लागत बढ़ जाएगी इस इन्वेंट्री लागत में कमी आएगी क्योंकि यूनिट की लागत और कुल उच्च 657276 है इसलिए इस मामले में हम इस समाधान को n के बराबर 1 के साथ स्वीकार करेंगे इसलिए यह है कि हम कैसे संभालते हैं अगर हमें खुदरा विक्रेताओं के साथ साथ गोदाम या क्या है के बीच इन्वेंटरी देखें जिसे ईकेलॉन इन्वेंट्री कहा जाता है अब हम अधिक पारंपरिक इन्वेंट्री मॉडल पर वापस जाएंगे इसलिए अब तक हमने सभी इन्वेंट्री मॉडल में देखा है कि समय के साथ मांग में बदलाव नहीं होता है यह प्रति वर्ष 10000 और इसी तरह है अब अगला प्रश्न यह है कि यदि किसी वस्तु की मांग समय के संबंध में बदलती है और अलग अलग समय अवधि में भिन्न होती है और ज्ञात है तो क्या होता है इसलिए हम इस प्रकार की इन्वेंट्री समस्याओं को अगले व्याख्यान में संबोधित करेंगे